सभी को नमस्कार आपका स्वागत है कंप्यूटर एडेड ड्रग डिज़ाइन के पाठ्यक्रम में आज हम एक नए विषय को शुरू करने जा रहे हैं इसको मात्रात्मक संरचना गतिविधि संबंध कहा जाता है इसका मतलब है कि आप गणितीय संबंध विकसित करने की कोशिश करते हैं संरचनात्मक गुणों IC50 LD50 के साथ संरचनात्मक गुण संरचनात्मक descriptor संरचनात्मक विशेषताएं यही कारण है कि आप इसे मात्रात्मक संरचना गतिविधि संबंध कहते हैं हम इस बारे में बात करेंगे कि वे संरचनात्मक descriptor संरचनात्मक विशेषताएं क्या हैं औरआदि जैसे हम इसके साथ चलेंगे तो आपको एक गणितीय संबंध मिलता है इसीलिए आप इसे एक मात्रात्मक संरचना गतिविधि संबंध कहते हैं रसायनज्ञ लंबे समय से SAR का उपयोग कर रहे हैं जो लंबे समय से संरचना गतिविधि संबंध है अगर इलेक्ट्रॉन दान करते हैं तो आपके पास गतिविधि हो सकती है इलेक्ट्रॉन कम गतिविधि को वापस ले सकता है या हाइड्रोजन बांड अधिक गतिविधि और इतने पर बना सकता है alpha beta unsaturated अधिक गतिविधि दे सकता है ताकि संरचना गतिविधि संबंध हो तो वे अणुओं को विभिन्न विशेषताओं के साथ संश्लेषित करते थे और देखते थे कि उनकी गतिविधि वहां से कैसे बदलती है वे एक समझ विकसित करते हैं जो एक समझ है इसीलिए इसे संरचना गतिविधि संबंध कहा जाता है जबकि कम्प्यूटेशनल कार्य में हम एक मात्रात्मक पहलू लाते हैं यही कारण है कि हम इसे एक मात्रात्मक संरचना गतिविधि संबंध कहते हैं आइए हम इसे बहुत विस्तार से देखें यह व्यापक रूप से लिगेंड आधारितड्रग डिजाइन के लिए उपयोग किया जाता है खासकर जब हमें लक्ष्य के बारे में कोई विचार नहीं होता है हम जानते हैं कि कुछ अणु गतिविधि देते हैं कुछ नहींदेतेतो हम पता लगाते हैं कि कौन सी संरचनात्मक विशेषताएं हैं जो देती हैं और फिर यह पता लगाने की कोशिश करें कि क्या हम गणितीय संबंध विकसित कर सकते हैं तो यह जैविक गतिविधि के बीच एक गणितीय संबंध है जो कि प्रयोगात्मक मूल्य है जिसका अर्थ है बहुत महत्वपूर्ण है हमें आणविक प्रणाली और उसके ज्यामितीय भौतिक इलेक्ट्रॉनिक रासायनिक गुणों गुणों की बड़ी संख्या के प्रयोगात्मक डेटा apriori की आवश्यकता है तो हम गणितीय संबंध बनाने की कोशिश करते हैं अज्ञात नए घटकों की गतिविधि की भविष्यवाणी करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है तो इसका क्या मतलब है मान लीजिए मैंने एक QSAR विकसित किया है अब मेरे पास एक नया अणु है मेरा औषधीय रसायनज्ञ कहता है कि हम इस अणु को संश्लेषित नहीं कर सकते एक नई संरचना है तो मैं इस नई संरचना की गतिविधि की भविष्यवाणी करने की कोशिश कर सकता हूं जो अज्ञात है अपनी प्रयोगशाला में जाने से पहले मैं यह भविष्यवाणी कर सकता हूं कि गतिविधि क्या होगी यही कारण है कि QSAR बहुत महत्वपूर्ण है एक और फायदा मान लीजिए कि मेरे पास मेरी wet lab में जाने और समय की लंबी अवधि में उनकी गतिविधि की जांच करने के बजाय अणुओं का एक बड़ा पूल है मैं QSAR का उपयोग करके इन अणुओं की गतिविधि की भविष्यवाणी कर सकता हूं और फिर ग्रेड की तरह उन्हें अथवा उनको वर्गीकृत करके जिनके पास अच्छी गतिविधि हो और जिनके पास नहीं हो सकता है और फिर उन का चयन करें शायद शीर्ष 10 या शीर्ष 15 जिसमें अच्छी गतिविधि हो सकती है और फिर इसे मेरी wet प्रयोगशाला में ले जा सकते हैं इस तरह मैं मूल रूप से शॉर्टलिस्ट कर सकता हूं मैं अपने अणुओं को शॉर्टलिस्ट कर सकता हूं अगर मेरे पास उन सभी को मेरी wet lab में ले जाने और प्रयोग करने के बजाय एक बड़ा पूल हो जिसमें बहुत समय लग सकता है तो मैं शीर्ष 10 या शीर्ष 15 में आ सकता हूं जो मैं QSAR का उपयोग कर रहा हूं अच्छी गतिविधि हो सकती है तो यह QSAR का लाभ है तो मैं उन ज्ञात संरचनाओं से शुरू करता हूं जिनकी प्रयोगात्मक गतिविधियों को जाना जाता है फिर मैं एक QSAR विकसित करता हूं इसलिए उस QSAR के साथ मैं 2 चीजें कर सकता हूं मैं अपनी wet lab में जाने से पहले एक नए अणु की गतिविधि की भविष्यवाणी कर सकता हूं अगर एक औषधीय रसायनज्ञ कहता है कि QSAR के साथ तुरंत यह संरचना क्यों नहीं है तो मैं अज्ञात अणुओं की भविष्यवाणी कर सकता हूं और अगर मेरे पास सैकड़ों अणु या हजारों अणु हैं बजाय उन सभी को मेरी wet lab में ले जाने की जगह और फिर जैविक गतिविधि की जाँच में बहुत समय लग सकता है मैं इन सैकड़ों या हजारों की गतिविधि की भविष्यवाणी कर सकता हूं और फिर उन्हें अवरोही क्रम में रखें और शीर्ष 10 शीर्ष 20 इसे मेरी wet lab में ले जाएं और उनकी जैविक गतिविधि की जांच करें तो मैं इस तरह से शॉर्टलिस्ट कर सकता हूं जो कि मेरा बहुत समय बचाएगा बजाय हजारों अणुलेने से तो QSAR उस तरह से भी उपयोगी है तो मूल रूप से आप एक गणितीय संबंध विकसित करते हैं बाएं हाथ की गतिविधि आपके पास है दाहिने हाथ की ओर हमारे पासप्रॉपर्टी फंक्शन 1 प्रॉपर्टीफंक्शन 2 के कुछ कार्य होंगे जैसे यह अणु का माप अणु का आकार हाइड्रोजन बांड दान समूहों की संख्या हाइड्रोजन बांड बनाने वाले समूहों की संख्या इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत सी चीजें हो सकती हैं हम उन्हें और अधिक विस्तार से देखेंगे इन्हें अणु के गुण कहा जाता है तो हम QSAR कर सकते हैं मात्रात्मक संरचना गतिविधि संबंध आजकल मात्रात्मक संरचना प्रॉपर्टी संबंध आ गए हैं जिसका अर्थ है मैं उदाहरण के लिए गुणों की भविष्यवाणी कर सकता हूं log P अगर आप नए अणुओं के लिए log P की भविष्यवाणी करना चाहते हैं तो सॉफ्टवेअर कैसे करते हैं उनके पास QSPR है तो वेअनुमान लगाते हैं प्रॉपर्टी का अथवा ज्ञात अणुओं से एक नए अणु के log P से वे गणितीय संबंध विकसित कर सकते हैं Activity function QSAR Property function QSPR Toxicity function QSTR घुलनशीलता ज्ञात अणुओं से घुलनशीलता के लिए कई QSPR हैं वे भविष्यवाणी करते हैं मेरा मतलब है कि वे QSPR विकसित करते हैं औरअगर आप उदाहरण के लिए अज्ञात संरचना इनपुट करते हैं तो Swiss ADME में यह QSPR का उपयोग करके उस अणु की घुलनशीलता की गणना करता है इसी तरह QSTR मात्रात्मक संरचित विषाक्तता संबंध तो अगर आपके पास कुछ अणुओं का विषाक्तता डेटा है तो आप गणितीय संबंध QSTR विकसित करते हैं तो अगर आप एक नया अणु इनपुट करते हैं तो यह भविष्यवाणी करेगा कि उस नए अणु की विषाक्तता क्या है तो आजकल QSARs QSPRs QSTRs बहुत आम हैं कुछ सॉफ्टवेअर मैंने आपको दिखाए कई सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके पास यह QSPR हैQSTR इनका निर्माण सॉल्यूबिलिटी log P और फिर टॉक्सिसिटी वैल्यू जैसे गुणों की भविष्यवाणी करने के लिए किया गया है विभिन्न प्रकार के टॉक्सिसिटी वैल्यू को संरचना दी गई है तो मूल रूप से दाहिने हाथ की तरफ हमारे पास विभिन्न गुण हैं जैसे मैंने कहा माप आकार कार्बन परमाणुओं की संख्या ये सभी गुण हैं तो QSAR एक मात्रात्मक संबंध है यह मत भूलो कि यह एक गुणात्मक नहीं है लेकिन एक मात्रात्मक गणितीय संबंध है यही कारण है कि हम मात्रात्मक संरचना गतिविधि संबंध कहते हैं अब इन गुणों या संरचनात्मक विशेषताओं को वे descriptors भी कहते हैं इन गुणों अथवा अणुओं अथवा विशेषताओं उन्हें descriptors भौतिक रासायनिक गुण भी कहा जाता है जैसे मैंने कहा माप आकार वे भौतिक रासायनिक हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी अणु का चार्ज या सबसे बड़ा उच्चतम नकारात्मक चार्ज उच्चतम सकारात्मक चार्ज steric कारक आकार आपको steric कारक देता है lipophilicity log P मान और वे सभी लिपोफिलिसिटी हैं हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का मतलब है कि हाइड्रोजन बॉन्ड का गठन हाइड्रोजन बॉन्ड दान हाइड्रोजन बॉन्ड स्वीकार करना अणु का आकार आवेश वितरण और ध्रुवीकरण तो ये सभी विभिन्न प्रकार के संरचनात्मक गुण अथवा विशेषताएं अथवा descriptors हैं तो वे सभी QSAR और संरचनात्मक descriptors में उपयोग किए जाते हैंजिसे हम कहते हैं संरचनात्मक प्रॉपर्टी संरचनात्मक विशेषताएं ये सभी विभिन्न प्रकार के संख्यात्मक हैं जिन्हें हम किसी दिए गए ढांचे का अनुमान लगा सकते हैं तो अगर मैं एक संरचना तैयार करता हूं तो हम इन descriptors की गणना कर सकते हैं आजकल सॉफ्टवेयर्स हैं जो हजारों descriptors की गणना कर सकते हैं यह लगभग 2500 descriptors हैं हम उन कुछ सॉफ्टवेयर्स को देखेंगे जैसे हम साथ चलते हैं और कई वेब आधारित सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड करने योग्य सॉफ्टवेयर्स हैं जो किसी भी संरचना के लिए descriptor की गणना कर सकते हैं और फिर उन descriptors के साथ हम सबसे अच्छे descriptors का चयन करने की कोशिश करते हैं और फिर एक तरफ गतिविधि के बीच एक गणितीय संबंध विकसित करने की कोशिश करते हैं जो कि descriptors के बाएं हाथ की ओर versus 1 descriptors 2 इत्यादि का फंक्शन है तो जाहिर है कि अगर आपके पास मॉडल में कई descriptors होने हैं तो हमें बड़ी संख्या में डेटा पॉइंट्स की आवश्यकता होगी यह आँकड़े हैं अगर आपने आँकड़ों पर एक कोर्स किया है तो हमें पता चल जाएगा कि गतिविधि के लिए हमारे पास कितने descriptors हैं आइए हम कुछ सरल प्रणाली को देखें कल्पना कीजिए मैं एक अच्छी बास्केटबॉल टीम बनाना चाहता हूंतो मैं कॉलेज से अपनी टीम के लिए बास्केटबॉल खिलाड़ियों का चयन कर रहा हूं एक तरीका उन सभी को खेलने के लिए और फिर उस टीम का चयन जो बहुत समय लेने वाला है 8000 छात्रों के साथ एक कॉलेज की कल्पना करें जो बहुत समय लेने वाला होगा तो मैं लोगों की कुछ विशेषताओं को देख सकता हूं इन विशेषताओं के आधार पर मैं एक समूह को शॉर्टलिस्ट कर सकता हूं और फिर उस समूह को मैं यह देखने के लिए परीक्षण कर सकता हूं कि क्या वे अच्छा खेलते हैं ऐसा करना सबसे अच्छा तरीका है बजाय पूरे 2000 लोगों के बास्केटबॉल खेलने से जो बहुत समय लेने वाला है तो क्या विशेषताएँ है उदाहरण के लिए ऊंचाई आदर्श रूप से आप लंबे लोगों को पसंद करेंगे लंबे अंगों वाले लोग लंबे हाथ लंबे पैर मजबूत पैर उनके पास मजबूत पैर होना चाहिए क्योंकि वे चारों ओर चलने में सक्षम होने चाहिए और जो भी केंद्रित हैं जानबूझकर आग से भरा गति की सीमा चपलता लंबे प्रशिक्षण शक्ति गति धीरज जुनून ये सभी एक अच्छा बास्केटबॉल खिलाड़ी बनाते हैं देखें लेकिन फिर उनमें से कुछ मात्रात्मक हैं उनमें से कुछ मात्रात्मक नहीं हैं ऊंचाई का मतलब है कि मैं बता सकता हूं कि वह 200 सेंटीमीटर है लंबे अंग मैं बता सकता हूं कि हाथ इतने सेंटीमीटर हैं पैर इतने सेंटीमीटर हैं जबकि जानबूझकर आग से भरी चीजें ये मात्रात्मक नहीं हो सकती हैं QSAR के लिए हमें केवल मात्रात्मक descriptor होना चाहिए जो कि बहुत महत्वपूर्ण है तो हमें केवल मात्रात्मक descriptor को देखने की जरूरत है गति शायद मैं उन्हें 100 मीटर चला सकता हूं और फिर पता लगा सकता हूं कि यह कितनी देर है वे कितने सेकंड लेते हैं और मैं कह सकता हूं कि 100 मीटर में 11 सेकंड का समय लेने वाले लोगों को टीम माना जा सकता है 180 सेंटीमीटर के आसपास के लोगों को ऊंचाई पर ले जाया जा सकता है तो मैं इनमें से कुछ को अपने descriptors के रूप में चुन सकता हूं तो 2000 छात्रों में से मैं शायद 100 छात्रों का चयन करूँ जिनकी ऊँचाई अंग गति और इतने पर निश्चित कट ऑफ है और फिर मैं देख सकता हूं कि वे खेलते हैं या नहीं उन्हें court में ले जाएं और उन्हें खेलने दें और देखें कि क्या वे खेलने में सक्षम हैं इसलिए ये एक अच्छी बास्केटबॉल टीम का चयन करने के लिए descriptors अथवा सुविधाएँ संरचनात्मक सुविधाएँ हो सकती हैं और यही हम आपकी दवा खोज में करते हैं तो हम एक अणु के लिए बहुत सारे descriptors जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक descriptor आकार descriptor माप descriptor थर्मोडायनामिक descriptors और आदि और फिर मैं इनमें से कुछ descriptors के बीच उनकी गतिविधि के साथ गणितीय संबंध विकसित करता हूं ताकि मेरे पास QSAR हो इनमे कुछ समस्याएं हैं एक बास्केटबॉल टीम के लिए अथवा अगर आप हां की बात कर रहे हैं तो एक athletic टीम sports टीम मैं ऊंचाई अंग उन सभी चीजों को सही से देख सकता हूं लेकिन फिर इसे देखो मैं चयन करना चाहता हूं कि 2000 छात्र हैं मैं उन छात्रों का चयन करना चाहता हूं जिनके पास उच्च IQ हो सकता है एक बात यह है कि मैंउनकी एक परीक्षा कर सकता हूं परीक्षण कुछ घंटोंअथवा 3 घंटे के लिए एक IQ परीक्षण कर सकता है और फिर उन लोगों को ले सकताहूं जिनके पास 120 IQ है इसके बजाय उनकी संरचनात्मक विशेषताओं से मैं शॉर्टलिस्ट कर सकता हूं यह इतना आसान नहीं है ऊँचाई IQ का प्रतिनिधित्व करने वाली एक विशेषता हो सकती है नहीं यह सही नहीं हो सकता है यह आवश्यक नहीं है कि लम्बे लोगों के पास IQ होगा अथवा इसके विपरीत अंग हो सकते हैं तो कई descriptors हैं जिन्हें IQ का प्रतिनिधित्व करने की आवश्यकता नहीं है बड़ा मस्तिष्क हो सकता है मस्तिष्क का आकार हो सकता है हो सकता है कि मस्तिष्क का वजन अथवा मस्तिष्क का आकार IQ का प्रतिनिधित्व हो सकता है लेकिन इस पर गौर करें समस्याएँ सही हैं हम नहीं जानते कि कौन से descriptors अनुमान लगाएंगे उनके IQ का तो QSAR में उस प्रकार की समस्या भी हो सकती है हमें पता नहीं है कि गतिविधि का अनुमान लगाने के लिए कौन से descriptors का चयन करना है कभी कभी हम भविष्यवाणी कर सकते हैं उदाहरण के लिए अगर आप एंटीऑक्सिडेंट देख रहे हैं तो हम मुख्य रूप से अच्छे एंटीऑक्सिडेंट गुण के लिए एक फेनोलिक समूह अथवा OH प्रकार के समूह को कह सकते हैं इसी तरह जीवाणुरोधी हम अणुओं को देख सकते हैं जिनमें alpha beta unsaturated हो सकते है और यह फार्म कर सकते हैं quickly radicals लेकिन यह कहना आसान नहीं है कि किसी विशेष गतिविधि की भविष्यवाणी करने के लिए किन descriptors की आवश्यकता होती है ताकि समस्या इस तरह से हो सके जैसे आप जानते हैं मुझे नहीं पता कि IQ का अनुमान लगाने के लिए कौन से descriptors हैंतो मैं हूं अगर मैं IQ के भविष्यवक्ता के रूप में एक ऊंचाई लेता हूं जो गलत है एक लंबा अंग जो गलत भी हो सकता है जबकि इसलिए हम इस विशेष मामले में देखते हैं आप यह अनुमान लगाने के लिए descriptors का चयन करने में सक्षम हो सकते हैं कि वह एक अच्छा बास्केटबॉल खिलाड़ी अथवा एक अच्छा एथलीट अथवा एक अच्छा खिलाड़ी होगा या नहीं लेकिन यहाँ descriptors को ढूंढना बहुत मुश्किल हो सकता है तो जब आप दवा की खोज में QSAR कर रहे हैं तो वही हो सकता है तो हमारे पास चयन करने के लिए सही descriptors नहीं हो सकते हैं शायद गलत descriptors का चयन भी कर रहे हैं हमें यकीन नहीं है कि इस IQ के लिए descriptor क्या होना चाहिएतो आप गलत लोगों का चयन कर सकते हैं तो ऐसा खतरा हो सकता है QSAR में भी तो QSAR में कमी है हमें इसके बारे में सोचने की जरूरत है बहुत सारे descriptors हैं जैसे मैंने कहा कि आणविक descriptors QSAR में उपयोग किए जाते हैं उदाहरण के लिए हाइड्रोफोबिक इलेक्ट्रॉनिक स्टेरिक हाइड्रोफोबिक आपके पास log P है Hansch's substitution constant तो अगर आपके पास CH3 समूह OCH3 समूह OH समूह हैं तो उनमें से कुछ में लिपोफिलिसिटी होती है उनमें से कुछ हाइड्रोफिलिसिस होती है हाइड्रोफोबिक टुकड़ा निरंतर वितरण स्थिर घुलनशीलता वे सभी हाइड्रोफोबिक के अंतर्गत आते हैं इलेक्ट्रोनिक Hammett constants Tafts inductive polar constants Swain और Lupton field पैरामीटर ionization constant Steric Taft steric पैरामीटर molar volume और वैन डेर वाल्स त्रिज्या वेंडर वाल मात्रा molar refractivity तो आपके पास descriptors हो सकते हैं आपके पास प्रत्येक श्रेणी के तहत sub descriptors भी हो सकते हैं तो आपके पास बहुत सारे descriptors हो सकते हैं जैसे मैंने कहा कि हमारे पास दिए गए संरचना के लिए 2000 descriptors हो सकते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो उनकी गणना कर सकते हैं क्वांटम रासायनिक परमाणु शुद्ध आवेश सुपर विलोपनशीलता उच्चतम अधिकृत वाले आणविक कक्षीय की ऊर्जा सबसे कम अप्रचलित आणविक कक्षीय की ऊर्जा तब स्थानिक descriptors जर्स descriptors छाया सूचकांकों परिज्ञान के त्रिज्या जड़ता के सिद्धांत क्षण तो बड़ी संख्या में descriptors हाइड्रोफोबिक संबंधित इलेक्ट्रॉनिक संबंधित steric संबंधित क्वांटम रासायनिक संबंधित स्थानिक संबंधित देखें बेशक हमारे पासथर्मोडायनेमिक्स भी है और यह सब भी गठन की गर्मी की तरह है delta G कि descriptors की तरह इतनी बड़ी संख्या में descriptors संभव हैं कुछ शून्य आयामी descriptors एक आयामी descriptors 2 आयामी descriptors 3 आयामी descriptors हैं आइए हम इसे देखें परमाणु गणना अणु में परमाणुओं की संख्या होती है बॉन्ड counts अणु के बॉन्ड की संख्या होती है आणविक वजन आणविक भार क्या है क्योंकि आणविक भार का एक प्रभाव हो सकता है उदाहरण के लिए जैसा कि आप जानते हैं कि बड़े आणविक भार प्रसार एक समस्या हो सकती है छोटे आणविक भार प्रसार आसान है कुछ परमाणु गुण रासायनिक सूत्र तो आणविक भार औसत आणविक भार परमाणुओं की संख्या हाइड्रोजन परमाणु कार्बन परमाणु हेटेरो परमाणु ये सभीनॉन कार्बन और नॉन हाइड्रोजन परमाणु हैं दोहरे बांड की संख्या जैसा कि आप डबल बांड जानते हैं यह ऑक्सीकरण करना आसान है अथवा वे आसानी से प्रतिक्रियाशील हैं ट्रिपल बॉन्ड एरोमैटिक बॉन्ड क्योंकि वे प्रतिध्वनि बनाते हैं रोटेटेबल बॉन्ड क्योंकि आप जानते हैं कि एक रोटेटेबल बॉन्ड अणु के विरूपण को बदल सकता है ताकि यह सक्रिय साइटों में जाकर फिट हो सके रिंग 3 सदस्यीय रिंग 4 सदस्य 5 सदस्य 6 सदस्य जैसा कि आप जानते हैं कि 3 सदस्य अत्यधिक तनावपूर्ण हैं 6 सदस्य बहुत अच्छे हैं तो ये सभी एक अणु की संभावित संरचनात्मक विशेषताएं हैं उन्हें अणु का descriptors भी कहा जाता है संरचनात्मक विशेषताएं संरचनात्मक descriptor और इसलिए उन्हें शून्य आयामी descriptors कहा जाता है शून्य आयामी descriptors टुकड़े की गिनती ये एक आयामी descriptors हैं विखंडन गणना प्राथमिक कार्बन की संख्या द्वितीयक कार्बन तृतीयक कार्बन चतुष्कोणीय कार्बन रिंग में द्वितीयक कार्बन रिंग में तृतीयक कार्बन रिंग में चतुष्कोणीय कार्बन और एरोमेटिक कार्बन को प्रतिस्थापित करता है तो कार्बन पर ही कई बदलाव होते हैं हाइड्रोजन बांड स्वीकर्ता की संख्या unsaturation वे सभी एक आयामी descriptor कहलाते हैं एक आयामी descriptor ये शून्य आयाम हैं ये एक आयामी हैं 2 आयामी ये सभी 2 आयाम हैं जैसा कि आप जानते हैं कि टोपोलॉजी है Zagreb index Wiener index Balaban J index connectivity indices Chi kappa shape indices जैसे indices हैं तो वे सभी टोपोलॉजी से संबंधित हैं वे सभी 2 आयामी descriptors हैं तो जब मैं एक संरचना तैयार करता हूं और इसलिए मैं इन सभी को प्राप्त कर सकता हूं फिर हमारे पास 3 आयामी हैं जब यह एक विरूपण लेता है ज्यामितीय descriptors परिचलन के त्रिज्या क्योंकि यह अणु के आकार पर निर्भर करता है 3 आयामी इलेक्ट्रॉनिक स्टेट टोपोलॉजिकल पैरामीटर 3 आयामी Wiener index 3 आयामी Balaban index सतहें वेंडर वाल्स सतह क्षेत्र विलायक सुलभ सतह क्षेत्र ध्रुवीय सतह क्षेत्र आइसोट्रोपिक सतह क्षेत्र विलायक ज्यामितीय इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ आंशिक सतह क्षेत्र उच्चतम व्यस्त आणविक कक्षीय ऊर्जा सबसे कम आणविक कक्षीय ऊर्जाओं के साथ निरर्थक इंटरेक्शन इस होमो और लुमो के बीच ऊर्जा अंतर सक्रिय पुष्टिकरण वैश्विक न्यूनतम पुष्टि बाध्यकारी ऊर्जा आयनीकरण क्षमता तो ये सभी 3 आयामी descriptor हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक बार मुझे न्यूनतम ऊर्जा प्राप्त हो जाने के बाद मैं यह सब गणना कर सकता हूं अगर मैं एक संरचित ड्रा कार्यक्रम का उपयोग करके संरचना तैयार करता हूं तो मैं आण्विक सूत्र से ड्राइंग के बिना इन सभी की गणना कर सकता हूं मैं इनकी गणना कर सकता हूं और फिर एक बार जब मैं इसे हाथ से करता हूं तो मैं इन सभी की गणना कर सकता हूं तो ये कुछ descriptors हैं और निश्चित रूप से कुछ मेरे पास हैं मुझे लगता है कि मैंने कहा है कि e dragon जैसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो की गणना कर सकते हैं 2000 descriptors की QSAR के प्रदर्शन के लिए तो बड़ी संख्या में descriptors को एक संरचना दिए जाने का अनुमान लगाया जा सकता है वैश्विक descriptors log P log P एक बार जब मुझे आणविक सूत्र पता है तो मैं जलीय PR का उपयोग करके log P की गणना कर सकता हूं वॉल्यूम सतह क्षेत्र ध्रुवीय सतह क्षेत्र नॉनपोलर सतह क्षेत्र द्विध्रुवीय क्षण अपवर्तक सूचकांक फिर स्थानीय विवरणकर्ता अणु के एक हिस्से का वर्णन करते हैं एक हिस्से में चार्ज हाइड्रोजन बांड डोनर और एक्सेप्टर आंशिक वॉल्यूम संरेखण फिर आपके पास संरेखण निर्भर है descriptors करने वाले जब यह उन descriptors को संरेखित करता है तो उन्हें वैश्विक descriptors कहा जाता है तो QSAR संबंध विकसित करने के लिए कई तरीके हैं जो मात्रात्मक संरचना गतिविधि संबंध मुफ्त ऊर्जा मॉडल गणितीय मॉडल सांख्यिकीय तरीके पैटर्न मान्यता टोपोलॉजिकल तरीकों क्वांटम यांत्रिक तरीकों और आदि इतने बड़े विभिन्न प्रकार केतरीके हम इस विषय QSAR के पाठ्यक्रम में उनमें से कई को देखने जा रहे हैं तो कई विभिन्न तरीके हैं अधिकांश और जैसा कि मैंने कहा कि वे सभी गणितीय संबंध हैं क्योंकि मात्रात्मक संरचना गतिविधि संबंध हैतो वे सभी गणितीय संबंध हैं Hansch's का विश्लेषण यह 1969 में आया था इसे Hansch's का विश्लेषण कहा जाता है तो log 1 C जो हमारे पास है वह logarithm है जोकि p IC 50 है उदाहरण के लिए आपके बराबर है A निरंतर log P B सिग्मा इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है c ES steric d d एक स्थिरांक हो सकता है अथवा आप वास्तव में वर्गाकार हो सकते हैं तो यह एक अरेखीय है तो आपके पास एक रैखिक संबंध हो सकता है तो इसमें मूल रूप से 3 terms हैं एक संबंधित है हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक प्रकृति से log 1C a b σ cES d linear log 1C a2 b c σ dES e nonlinear एक इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित है एक स्टिकर से संबंधित है तो Hansch's के अनुसार कोई भी अणु QSAR को 3 मूल चीजों का उपयोग करके परिभाषित किया जा सकता है गतिविधि एक फंक्शन है हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक प्रकृति log P इलेक्ट्रॉनिकstatic की यही Hansch's ने वास्तव में कहा था फिर हमारे पास free Wilson तरीका गतिविधि ai xi mu का योग हैmu कुल गतिविधि है ai प्रत्येक संरचनात्मक विशेषता का योगदान है तो अगर मेरे पास OH जैसी संरचनात्मक विशेषता है तो यह कुल गतिविधि में योगदान देगा अगर मेरे पास नहीं है तो यह 0 हो जाएगा अगर मेरे पास 1 हो जाए तो हर एक गतिविधि में योगदान देगा तो कुछ उनमें से गतिविधि में वृद्धि हो सकती है अथवा उनमें से कुछ गतिविधि को नीचे खींच रहे हैंअथवा उस गतिविधि को कम कर सकते हैं जिसे free Wilson तरीका कहा जाता है Activity Σ a i x i μ तो Hansch's के विश्लेषण को याद रखें free Wilson तरीका Hansch's का विश्लेषण उन्होंने हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक योगदान इलेक्ट्रॉनिक योगदान को मान लिया है यह steric योगदान है यहां तो रैखिक संबंध इस रूप में होगा कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमें विचार करने की आवश्यकता है तो जब हम अपने समीकरण में 2 अथवा अधिक descriptors का उपयोग करते हैं औरअगर 2 descriptors एक दूसरे से संबंधित हैं सहसंयोजक हैं तो दूसरा descriptor QSAR को महत्वपूर्ण रूप से नहीं बदल रहा है तो हमें इसे हटाने की जरूरत है तोअगर 2 descriptors उदाहरण के लिए आणविक भार और मात्रा हम इसे descriptor 1 descriptor 2 के रूप में नहीं ले सकते क्योंकि वहाँ पर आणविक भार और मात्रा के बीच एक बहुत अच्छा संबंध हो सकता है आणविक भार बढ़ता है मात्रा बढ़ जाती है तो एक संबंध है वे सहसंबद्ध हैं किसी व्यक्ति की ऊंचाई और वजन इसलिए ज्यादातर लंबा व्यक्ति एक छोटे व्यक्ति की तुलना में भारी होगा जोकि हल्का होगा तो वे परस्पर संबंधित हो सकते हैं तो एक समीकरण ना लें जिसमें 2 स्वतंत्र चर के रूप में ऊंचाई और वजन दोनों हैं स्वतंत्र चर क्या है जब हम कहते हैं कि y a b X1 है तो जब हम लिखते हैं y a b x1 c x2 है तो इन्हें स्वतंत्र चर कहा जाता है और y को आश्रित चर कहा जाता है तो मूल रूप से इन सभी x's का मतलब है कि स्वतंत्र चर एक दूसरे से स्वतंत्र होने चाहिए उन्हें एक दूसरे के साथ सहसंबद्ध नहीं होना चाहिए जो कि बहुत महत्वपूर्ण है जिसको कहा जाता है multicollinearity y a b x1 y a b x1 c x2 तो व्यक्ति की ऊंचाई और वजन उदाहरण के लिए कार की बिक्री और कीमत तो पुरानी कार बिक्री मूल्य कम होगाकम पुरानी कार की बिक्री की कीमत अधिक होगी तो इन 2 descriptors अथवा मापदंडों का परस्पर संबंध हैतो ऐसा कोई मॉडल न रखें जिसमें दोनों स्वतंत्र चर के रूप में शामिल हों शिक्षा और वार्षिक वेतन का वर्ष उदाहरण के लिए अगर आपने अधिक समय तक अध्ययन किया है तो आपका वेतन अधिक हो सकता हैतो इन 2 चर को एक दूसरे के साथ जोड़ा जा सकता है तोजैसे कि भार और आयतनतो आपको यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जब आपके पास x1 x2 x3 x4 स्वतंत्र चर descriptors के रूप में हों तो उन्हें एक दूसरे के साथ परस्पर सहसंबंध या संबंध नहीं होना चाहिए जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आइए हम कुछ सरल संरचना गतिविधि संबंध देखें इस अणु को देखो इन्हें प्रतिस्थापित बेंजोइक अम्ल कहते हैं बेंजीन रिंग COOH R R किसी भी समूह में हो सकता है जैसे कि ऑर्थो में अथवा मेटा पैरा तो उन्हें बेंजोइक एसिड प्रतिस्थापित किया जाता है अब वे COO बनाने के लिए अलग हो जाते हैं प्रतिस्थापन तालिका के आधार पर dissociation constant25 डिग्री सेंटीग्रेड पर दिया जाता है और स्थिति के आधार पर आप dissociation constant को देखसकते हैं आप देख सकते हैं कि संख्या नाटकीय रूप से काफी भिन्न है यह छोटा हो सकता है4 अथवा यहां तक कि 33 के रूप में और यह 541 जितना बड़ा हो सकता है तो फ्लोरीन ऑर्थो स्थिति में एक बहुत बड़ा dissociation constant हो सकता है जबकि यहाँ एक पैरा स्थिति में OCH3 बहुत छोटे dissociation constant दे सकता है यहाँ फ्लोरीन इसे इस तरह अलग नहीं करता है OCH 3 यहाँ इलेक्ट्रॉन को खींचता है तो यहdissociation को नहीं होने देता है तो यह अच्छी संरचना गतिविधि व्यवहार है जिसे आप नाइट्रो क्लोरो फ्लोरो OCH3 CH3 H जैसे कार्यात्मक समूहों के आधार पर देख सकते हैं तो यह निर्भर करता है कि यह इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है अथवा यह वापस ले रहा है और उस स्थिति में जो आसानी के साथ है इलेक्ट्रॉन दान अथवा वापस ले सकता है dissociation constant बदल सकता है तोअम्ल रूप स्थिर है अथवा इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है इसलिए संतुलन बाईं ओर स्थित है अम्लीय रूप स्थिर अम्ल फॉर्म को स्थिर किया जाता है अगर यह इस तरह से जाने के बजाय ऐसा है तो अगर यह एक हैअगर R इलेक्ट्रॉनदेने वाला है सॉरी तो R इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है अगर R इलेक्ट्रॉन का दान करता है तो अम्ल फॉर्म स्थिर होता है anion फॉर्म को स्थिर किया जाता है अगर R इलेक्ट्रॉन वापस ले रहा है इसलिए संतुलन दाईं ओर स्थित है इसका मतलब है anion फॉर्म जो कि दाईं ओर है अगर सॉरी R इलेक्ट्रॉन वापस ले रहा है इस इलेक्ट्रॉन को वापस लेते हुए देखें ये सभी इलेक्ट्रॉन वापस ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ OCH3 दान कर रहे हैं तो इसे अम्ल फॉर्म कहा जाता है इसे anion फॉर्म कहा जाता है अगर R है तो अम्ल फॉर्म को स्थिर किया जाता है इलेक्ट्रॉन दान anion फॉर्म को स्थिर किया जाता है अब अगर उसका R इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है अर्थात यह रूप स्थिर है अगर उसका इलेक्ट्रॉन हट रहा है तोअगर उसका इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है तो अम्ल फॉर्म हो गया है तो इस की बढ़ती हुई प्रतिक्रिया है इलेक्ट्रॉन वापस ले रहे हैं ये सभी इलेक्ट्रॉन दान कर रहे हैं ये सभी इलेक्ट्रॉन दान करने वाला OR है जोकि OCH 3 OH की बढ़ती गतिविधि है तो आप नीचे देख सकते हैं यहां और तो log Ka विकल्प अम्ल log Pa unsubstituted जिसका अर्थ है अगर आपके पास H log Ka RX है Ka RX Ka के log Ka RX को सिग्मा कहा जाता है तोसिग्मा को बड़ा किया जाता है तो वहां एक dissociation हो रही है log K a - log P a log Ka Ka σ हम वास्तव में इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं आइए हम इसके बारे में बात करते हैं क्यों सल्फेनिलमाइड्स की जीवाणुरोधी गतिविधि को देखें इन्हें सल्फानिलमाइड्स कहा जाता है वे जीवाणुरोधी हैं उन्हें प्रथम विश्व युद्ध के बाद खोजी गई sulpha ड्रग्स कहा जाता है हम यहां संरचना देख सकते हैं तो एक बेंजीन रिंग में डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड ONH है R के साथ बेंजीन रिंग है सल्फेनिलमाइड्स के जीवाणुरोधी प्राकृतिक मेटाबोलाइट पैराअमीनो बेंजोइक एसिड की समानता के कारण है वे अपने anionic रूप में कार्य करते हैं केवल जब वे आयनिक होते हैं वे तब कार्य करते हैं वे कार्य करते हैं जब वे न्यूट्रल होते हैं वे कार्य नहीं करते वे कार्य क्यों करते हैं वे पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड की तरह दिखते हैं यह प्राकृतिक है बैक्टीरिया के लिए सब्सट्रेट तो यह सल्फा ड्रग जाती है और एक प्रतिस्पर्धी फैशन में बांधती है और यह बैक्टीरिया के लिए सब्सट्रेट भोजन को बांधने की अनुमति नहीं देती है तो बैक्टीरिया मर जाता है तो anionic रूप है निर्णय क्या है जबकि यह फॉर्म वांछित नहीं है तो R इलेक्ट्रोनिक निकासी द्वारा anion को स्थिर करता है जो जैविक गतिविधि को बढ़ा रहा है तो अगर सिग्मा बड़ा है तो गतिविधि भी बड़ी है अगर PKa बड़ा है तो गतिविधि कम हो जाती है तो आदर्श रूप से हमारे पास यौगिक R प्रतिस्थापन होना चाहिए जो इसे न्यूट्रल रूप के बजाय anion का रूप देता है तो वह क्या है तो हम इस प्रकार के और अधिक अणु बनाना चाहते है तो हमारे पास इन प्रकार के अणुओं के अधिक होने पर anion के रूप को स्थिर किया जाता है अगर यह R इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है इसलिए संतुलन ने प्रकाश को स्थानांतरित कर दिया है तो सिग्मा यहां बड़ा है यह नीचे जाता है तो यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि हमें यह समझने की आवश्यकता है कि कैसे यह एक इलेक्ट्रॉन वापस ले रहा हैअथवा इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है हम या तो स्थिर anion के रूप में अथवा स्थिर न्यूट्रल रूप के साथ समाप्त होते हैं और जैसा कि मैंने कहा कि यह एक जीवाणुरोधी दवा के रूप में गतिविधि देता है तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि यह इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हैअथवा दान कर रहा है हमारे पास उचित anion का रूप स्थिर है और इसलिए यह गतिविधि में लागू होता है तो हम आगे QSAR पर अगली कक्षा में जारी रखेंगे बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए